नमस्कार मित्रों कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन कोर्स में आपका सभी का स्वागत है हम टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन विषय को जारी रखेंगे इसका मतलब है कि टारगेट प्रोटीन या एंजाइम हो सकता है और आप यह देखना चाहते हैं कि लाइगैंड किस तरह से जाता है और कैसे उस पर जुड़ता है तो लक्ष्य पर आधारित पद्धति में हम को इस विशेष बिंदु को समझने की आवश्यकता है यदि आप प्रोटीन डाटा बैंक को देखें तो इसमें 50000 प्रोटीन संरचनाओं की 3 डी संरचना है जो कि 55 मिलियन प्रोटीन श्रंखला या सीक्वेंस का 1 है जिसका अर्थ है 2 आयामी संरचना जो इस स्विस्प्रोट में हैं और जो पृथ्वी के प्रोटीन का 000007 है क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जींस हैं तो हमें पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रोटीन संरचना के बारे में बहुत कम जानकारी है और हमारे पास प्रोटीन के 3 आयामी संरचना के बारे में अभी भी बहुत बहुत कम विवरण हैं इसलिए इसमें बहुत गुंजाइश है तो अगले कई 100 वर्षों तक हम 2D संरचनाओं और 3 डी क्रिस्टल संरचनाओं को देख सकते हैं और इसी प्रकार यदि आप एक बीमारी में शामिल प्रोटीन को देखना चाहते हैं तो यह अभी भी बहुत दूर है आइए इस विशेष डेटाबेस जिसको स्विस्प्रोट कहते हैं को देखते हैं यदि इस प्रकार को यूनिप्रोट कहा जा सकता है प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आईडी होती है हम इन सभी प्रोटीन के 2 आयामी श्रंखला प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए आइए हम इसे देखें आप जानते हैं कि यह एक लाइपोक्सिजेनेस मानवीय लाइपोक्सिजेनेस है जैसा कि हम इसको बताते चले आ रहे हैं की 5 ह्यूमन लाइपोक्सिजेनेस इन्फ्लेमेशन के एराकिडोनिक एसिड पाथवे में शामिल है और यह ब्रोंकाइटिस की तरफ ले जाता है और वास्तव में इसी प्रकार तो आइए हम इसके अनुक्रम को देखें और हम इसकी यूनिप्रोट में पाए जाने वाले अन्य प्रोटीन की दूसरी श्रंखलाओ से तुलना करेंगे तो आप यूनीप्रोट संख्या दें और फिर कहें ब्लास्ट ब्लास्ट एक बुनियादी लोकल एल्गोरिथ्म सर्च टूल है और यह अन्य प्रोटीनों को देखता है जॉब चल रहा है तो यह अन्य प्रोटीनों के 2 आयामी श्रंखलाओ को देखेगा जो इस विशेष मानव के 5LOX की श्रंखला के समान हैं जो मैंने दिया था तो इसमें लंबा समय लगेगा मैंने त्वरित देखने के लिए पहले से स्क्रीन का चित्र ले लिया है तो यह इस प्रकार आपको मिलता है यह प्रोटीन है यह 5 लीपाक्सीजीनेस है इसे एराकिडोनेट 5 लीपाक्सीजीनेस कहा जाता है क्योंकि एराकिडोनिक एसिड जोकि इसका सब्सट्रेट होता है और यह विशेष प्रोटीन होमोसैपियंस से लिया गया है तो यह यूनीप्रोट में अन्य प्रोटीनों की तुलना करता है 2 आयामी संरचनाएं और बताता है कि यह विशेष प्रोटीन जो कि पैपियो एनयूबिस का है के पास 982 प्रतिशत श्रंखला समानता है और फिर एक और है गोरिल्ला 985 और फिर एक और 985 और इसी तरह जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक तुलना करता है यह ई वैल्यू स्कोर पहचान और वास्तव में ऐसा कुछ देता है तो हम बड़ी संख्या में प्रोटीन को देख सकते हैं और हम उसी का चयन कर सकते हैं जिसकी बहुत अधिक प्रतिशत पहचान है या बहुत अधिक स्कोर है तो हम उदाहरण के तौर पर इस विशेष रूप से 982 को देख सकते हैं और फिर 2D श्रंखला एलाइनमेंट की तुलना कर सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं इसके पास 985 की समानता है और वास्तव में इसी प्रकार तो मुझे फिर से जांचना चाहिए कि क्या सॉफ्टवेयर अपना काम कर चुका है या अभी भी चल रहा है तो इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है और आपको परिणाम यहां मिलेंगे कई चीजों की तुलना के साथ हम इसको बाद में करेंगे क्योंकि यह अभी भी यहां चल रहा है इसलिए आपको यह पहचान करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है की क्या कोई एक प्रोटीन या कई प्रोटीन है जिसकी आपके चयन के प्रोटीन के समान श्रंखला समानता पहचान है तो हमारे पास लक्ष्य श्रंखला है टेम्पलेट श्रंखला है फिर हम कई श्रंखला संरेखण या एलाइनमेंट करते हैं और फिर अगर उस प्रोटीन की 3 आयामी संरचना समान है मान लीजिए जैसे कि गोरिल्ला या किसी अन्य जानवर से जो की उपलब्ध है तो हम अपने पसंदीदा प्रोटीन की 3 आयामी संरचना बना सकते हैं उस विशेष टेम्पलेट का उपयोग करके और फिर हम देखते हैं कि आपने जो प्रोटीन बनाया है वह ठीक है कई प्रकार के बायोइनफॉर्मेटिक्स चेकिंग का उपयोग करते हुए इसे होमोलोजी मॉडलिंग कहा जाता है एक बार जब हमारे पास ऐसा होता है तो हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्विस मॉडल कह लाता है हम इसे देखते हैं मैंने अभी आपको BLAST भी दिखाया तो हम स्विस मॉडल का उपयोग करके एक होमोलॉजी मॉडलिंग कर सकते हैं फिर हम प्रोटीन की एक्टिव साइट का अनुमान लगा सकते हैं और फिर अगर आपके पास लाइगैंड्स की लाइब्रेरी है तो आप सभी लाइगैंड्स को उसके साथ डॉक करना शुरू कर देते हैं इसे ऑटोडॉक कहा जाता है गोल्ड ग्लाइड इतने सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स कमर्शियल नॉन कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर हमें डॉकिंग स्कोर नाम की चीज मिलती है जो बताती है कि इंटरेक्शन कितना अच्छा है हम मॉलिक्यूलर डायनामिक्स भी कर सकते हैं तो इस प्रकार लक्ष्य आधारित ड्रग डिजाइन वास्तव में होती है तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया आप क्या करते हैं तो हमारे पास एक श्रंखला ए है कल्पना करें 320 अमीनो एसिड की श्रंखला बी 450 एमिनो एसिड तो मैंने आपको केवल BLAST दिखाया तो यह A और B दोनों का युग्मन संरेखण या पेयरवाइज एलाइनमेंट करता है 100 अमीनो एसिड समान हैं इसलिए यह 100320 है क्योंकि 320 आम तौर पर हम हमेशा सबसे छोटे सीक्वेंस को भाजक या डिनॉमिनेटर में रखते हैं इसलिए समानता 31 होगी इसके अलावा 23 अमीनो एसिड कंजर्वेशन सब्स्टिटूशन या संरक्षण प्रतिस्थापन द्वारा भिन्न हैं जिसका अर्थ है कि रासायनिक गुण बचे हुए हैं तो हमारे पास 100 23320 है जो 384 आता है तो यह समानता या सिमिलरिटी कहा जाता है समानताएं बिल्कुल मेल खा रही है हम अन्य अमीनो एसिड भी जोड़ते हैं जिनमें समान रासायनिक गुण हो सकते हैं तो सीक्वेंस आईडेंटिटी 31 है सीक्वेंस समानता 384 है इस प्रकार वास्तव में BLAST जैसे सॉफ्टवेयर्स गणना करते हैं वास्तव में मैंने इस गणना को इस विशेष संदर्भ से लिया है तो लक्ष्य आधारित ड्रग डिजाइन में हम लक्ष्य की पहचान और उसकी पुष्टि करते हैं यानी यदि मुझे किसी रोग या डिजीज की प्रक्रिया मालूम है तो मैं फैसला कर सकता हूं कि किस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन एराकिडोनिक एसिड पाथवे के बारे में तो आपका लक्ष्य एक लाइपोक्सिजीनेज हो सकता है जो ल्यूकोट्राईइनस का उत्पादन करता है या यह प्रोस्टाग्लैंडीन हो सकता है जैसे कॉक्स 2 या प्रोस्टाग्लैंडीन या प्रोस्टाग्लैंडीन के लिए ई सिंथेस और फिर हमारे पास निश्चित रूप से प्रयोगात्मक प्रस्ताव होना चाहिए दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया को मापने के लिए और फिर हमें वर्चुअल स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता है लिगेंड्स के डेटाबेस जैसे जिंक या ड्रग्स डेटाबैंक या इसी प्रकार को लें और फिर उन्हें डॉकिंग करते रहें और फिर पता करें कि डॉकिंग कैसे हो रही है आप QSAR भी कर सकते हैं कंपाउंड को परिष्कृत या रिफाइन कर सकते हैं और फिर हम लिपिंस्की नियम और अन्य नियमों का उपयोग कर सकते हैं कंपाउंड की संक्षिप्त सूची बनाने के लिए फिर अपने एनिमल अध्ययन इन विट्रो अध्ययन क्लीनिकल ट्रायल एफडीए स्वीकृति और इसी प्रकार पर जाएं तो इस प्रकार से यह चीजें काम करती है अब यदि आप प्रोटीनों को देखें तो उनके आंतरिक भाग पूरी तरह पैक या भरे हुए हैं यदि आप पानी 36 साइक्लोहेक्सीन 44 इथेनॉल 47 क्लोज पैक क्षेत्रों 71 पर लेते हैं प्रोटीन आंतरिक भाग 75 इसका मतलब है कि प्रोटीन एक दम पूरी तरह आंतरिक रूप से पैक हैं इसलिए लिगेंड वास्तव में अंदर नहीं जाते हैं और जुड़ते हैं अधिकतर वे उन कुछ एक्टिव साइटों पर जाते हैं जो ज्यादातर सतह पर या लीफ पर या 2 प्रोटीन के बीच के गैप में होते हैं और वास्तव में इसी प्रकार तो CH2 समूह के वान डेर वाल इंटरएक्शन को 3 वातावरणों के साथ देखें तो CH2 के पानी के साथ परस्पर क्रिया करने से आपको 18 मिलता है CH2 का cyclohexane के साथ परस्पर क्रिया करने से 19 CH2 प्रोटीन के आंतरिक भाग के साथ परस्पर क्रिया करने से 31 तो आंतरिक भाग अधिकतर बहुत ही हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि प्रोटीन आमतौर पर जलीय माध्यम में होता है इसलिए हाइड्रोफोबिक क्षेत्र हमेशा प्रोटीन के आंतरिक भाग में बंद रहते हैं तो यह एक और बिंदु है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा तो हाइड्रोजन बांड प्रोटीन की स्टेबिलिटी तो कैसे बेहतर बनाएगा यदि आप सेरीन एलैनिन को देखें तो यह लगभग 09 किलोकलरीज है तो वेलिन और प्रोलीन 1 टाइरोसिन फेनिलएलनिन 12 और इसी तरह तो इस प्रकार विभिन्न अमीनो एसिड के हाइड्रोजन बांड का इंटरेक्शन है जो एनर्जी में योगदान करता है इसलिए हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन प्रोटीन स्थिरता में प्रमुख योगदान देते हैं जैसे मैंने कहा कि आंतरिक भाग पूरी तरह पैक होते हैं और सभी हाइड्रोफोबिक क्षेत्र अंदर होते हैं हाइड्रोफिलिक क्षेत्र यानी जो पानी के साथ क्रिया करता है वह बाहर होता है तो हाइड्रोफोबिक क्षेत्र साइड चेन और पेप्टाइड ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बांड निश्चित रूप से प्रोटीन को स्थिरता की ओर ले जाता है डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड भी होते हैं जो प्रोटीन की स्थिरता में योगदान करते हैं मुख्य रूप से डी नेचर स्टेट की कन्फॉर्मेशनल एंट्रॉपी को कम करके तो यह प्रोटीन की रचना या कन्फर्मेशन में परिवर्तन को रोकता है तो यह डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड है तो यदि आप डेल्टा S 21 3 2 R ln n को देखें तो यह कन्फर्मेशन की संभव संख्या है n क्रॉस लिंक्ड द्वारा बने लूप में रेसिड्यू की संख्या है और n क्रॉस लिंक्ड के साथ बने लूप में रेसिड्यू की संख्या है R गैस कांस्टेंट है तो समीकरण अनुमान लगाता है कि स्टेबिलिटी 3 4 और 5 किलोकलरीज तक बढ़ जाएगी लूप 15 45 और 135 के रेसिड्यू द्वारा क्रमानुसार इसलिए यदि आपके पास लूप में बहुत अधिक रेसिड्यू हैं तो प्रोटीन की स्थिरता बढ़ जाती है इस विशेष समीकरण के आधार पर यहां n लूप में रेसिड्यू की संख्या है तो चार्ज चार्ज इंटरैक्शन चार्ज आम तौर पर प्रोटीन की सतह में व्यवस्थित होते हैं ताकि तटस्थ पीएच पर रिपल्सिव इंटरैक्शन की तुलना में अट्रैक्टिव इंटरैक्शन अधिक हो तो तटस्थ पीएच पर वे एक दूसरे को रद्द करने के बजाय एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो वे प्रोटीन स्थिरता के लिए अनुकूल योगदान देते हैं साल्ट ब्रिज तो ये प्रोटीन के विपरीत चार्ज समूह हैं जो 5 एंगस्ट्रॉम के भीतर होते हैं इन्हें आयन पेयर्स या साल्ट ब्रिज भी कहा जाता है तो साल्ट ब्रिज प्रोटीन की मज़बूती में भी योगदान देता है प्रोटीन फोल्डिंग होने पर पानी की कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी में वृद्धि यह एक और बिंदु है जब एक प्रोटीन फोल्ड होता है तो अधिकतर पानी जो कि प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में बंधा है निकल जाता है तो यह पानी की कॉन्फ़िगरेशनल एंनट्रॉपी में वृद्धि भी प्रोटीन की मजबूती में योगदान करती है अन्यथा बहुत अधिक पानी होता है प्रोटीन कई प्रकार के कन्फॉरर्मेशन ले सकता है फिर 65 या उससे अधिक चार्ज ग्रुप प्रोटीन में अंदर दबे होते हैं जिसमें 700 अमीनो एसिड होते हैं 100 अमीनो एसिड वाले प्रोटीन की तुलना में तो दबे हुए चार्ज को हटाना एक तरीका हो सकता है प्रोटीन की स्थिरता को बढ़ाने का तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन 60 तक और हाइड्रोजन बांड प्रोटीन स्थिरता में 40 तक योगदान करते हैं इसलिए ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब आप ड्रग्स डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोजन बॉन्ड कई अन्य प्रकार के फोर्स की तुलना में काफी ज्यादा योगदान देते हैं प्रोटीन की अस्थिरता में योगदान देने वाले फोर्स सबसे प्रमुख है कन्फॉर्मेशनल एन्ट्रापी जिसका अर्थ है कि कई बॉन्ड में रोटेशन डीनेचर प्रोटीन में अधिक होता है नेटिव अवस्था की तुलना में और प्रोटीन खुलने के लिए अधिक एन्ट्रापिक ड्राइविंग फोर्स प्रदान करता है इसलिए अगर इसे पास बहुत सारे रोटेटेबल बॉन्ड हैं तो जब यह डीनेचर होगा तो रोटेटेबल बॉन्ड की वजह से बहुत सारे कौनफॉरमेशनल परिवर्तन हो सकते हैं इसलिए प्रोटीन और अधिक अस्थिर हो जाता है तो जब हम लक्ष्य आधारित डिजाइन की बात करते हैं तो कई नियम होते हैं इसलिए इसे इस विशेष संदर्भ से लिया गया है प्रमुख एंकरिंग साइटों के लिए निर्देशांक तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रमुख एंकरिंग साइटें क्या हैं जैसे कभी कभी उनके पास कैटालिटिक ट्रायएड होता है उदाहरण के लिए बायोट्रांसफॉर्म में इसलिए वे प्रमुख हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन का इस्तेमाल करें क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रोटीन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन हैं तो हमें इसकी आवश्यकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्षमताओं का उपयोग करें यह दूसरा है पहले हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन का उपयोग करें बायो एक्टिव रूप अनुकूल है और एनर्जी स्ट्रेन को रोके आपको लिगैंड के उस कौनफॉरमेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए जोकि उच्च ऊर्जा की ओर ले जाता हो जोकि एनर्जी स्ट्रेन है इसलिए आपको उस ड्रग या लिगैंड को देखना चाहिए जिसमें सबसे कम एनर्जी स्ट्रेन है या जो सबसे अच्छा बायो एक्टिव रूप में है वान डेर वाल संबंध को अनुकूलित करना है और बंप से बचना है संरचनात्मक पानी के मॉलिक्यूल और साल्वेशन आपको संरचना के पानी के मॉलिक्यूल और साल्वेशन को देखना चाहिए हम इस पर थोड़ा और बात करेंगे और फिर अंत में एंट्रोपिक प्रभाव पर विचार करेंगे हम इन प्रत्येक शीर्षकों पर थोड़ी अधिक बात करेंगे तो लिगेंड का यह सही एंकर क्या है तो हमें कैटालिटिक साइट को जानना चाहिए प्रयोगात्मक या सिद्धांत के आधार पर तो हमें अपने लिगैंड को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वे उन कैटालिटिक साइट का उपयोग कर सकें यह एक्टिव साइट में लिगैंड को बैठता है और दोनों घटकों के डी सौलवेटिंग के प्रभाव को खत्म करता है जब बाइंडिंग होती है लिगैंड की एक हाइड्रोफोबिक सतह को टारगेट या लक्ष्य की हाइड्रोफोबिक साइटों में रखें जो बहुत महत्वपूर्ण है अन्यथा एक non polar सतह पानी के संपर्क में हो सकती है आप उससे बचना चाहेंगे हाइड्रोफोबिक फोर्स के कारण मुक्त ऊर्जा का योगदान 29 किलो जूल प्रति मोल प्रति मिथाइलिन समूह है और 84 किलो जूल प्रति मोल एक बेंजीन रिंग के लिए है हाइड्रोजन बॉन्ड के विपरीत हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन दिशात्मक नहीं हैं जैसे मैंने पाई पाई इंटरेक्शन के बारे में बताया और इसी प्रकार हाइड्रोजन बांड थोड़ा अधिक दिशात्मक हैं आम तौर पर नॉनबोंडेड इंटरेक्शंस इतने दिशात्मक नहीं होते हैं लेकिन हाइड्रोजन बांड थोड़ा सा दिशात्मक होते हैं और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन दिशात्मक नहीं होते हैं असंतुष्ट या अनसेटिस्फाइड हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स और एक्सेप्टर प्रोटीन और प्रोटीन लिगैंड कॉम्प्लेक्स में शायद ही कभी दिखते हैं क्योंकि यह ऊर्जा के हिसाब से बहुत ही प्रतिकूल होगा तो यदि एक लिगैंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर या हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर समूह है तो आपको उसे इस प्रकार रखना है ताकि वह एक्टिव साइट के संबंधित एक्सेप्टर या डोनर के साथ और एक्टिव साइट के अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करें तो आपके पास शायद ही कभी असंतुष्ट स्थिति होगी एक कार्बोनिल ऑक्सीजन अनुकूलतम रूप से संतुष्ट होता है जब यह 120 डिग्री के बराबर 2 अलग अलग हाइड्रोजन बांडों को स्वीकार करता है इस बिंदु को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है इसलिए यदि आपके लिगैंड में एक कार्बोनिल है और यदि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हैं तो आदर्श रूप से अगर यह वहां जाता है और वहां फिट बैठता है तो यह संरचना या कौनफॉरमेशन बहुत उपयुक्त है हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाता है एक C डबल बॉन्ड O H के साथ और इसे 120 पर बंद कर दे तो बीटा शीट बनाने का आधार बनाते हैं और यह भी काफी अनुकूल होता है औसत N H O कोण लगभग 155 है 90 140 और 180 के बीच स्थित है तो आदर्श रूप से N H O कोण 155 होना चाहिए इसलिए यदि आप लिगैंड को डिजाइन कर रहे हैं और यदि एक्टिव साइट के एमिनो एसिड में हाइड्रोजन बांड एक्सेप्टर हैं तो उस प्रकार के कोण को खोजें प्रोटीन समूह इस तरह के हाइड्रोजन बांड बनाने में सक्षम होते हैं जहां समूह स्पष्ट रूप से हाइड्रोजन बांड में बंधे हुए नहीं होते हैं वे संभवतः सॉल्वेटेड होते हैं इसलिए आपको यह याद रखने की जरूरत है कि अगर कुछ समूह ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो वहां पानी आ सकता है और वे शायद पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो लिगैंड प्रोटीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक पॉजिटिव चार्ज को एक एंजाइम नेगेटिव चार्ज के आसपास के क्षेत्र में रखकर प्राप्त किया जा सकता है यदि आप लिगैंड्स डिजाइन कर रहे हैं तो आप हमेशा यह पाएंगे कि लिगैंड बायोएक्टिव कांफोर्मेशन लेता है प्रोटीन के अंदर एक्टिव साइट से जुड़ते समय वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन छोटी दूरी के लिए होते हैं और आकर्षण कम हो जाता है क्योंकि 1r 6 की पावर तक बढ़ जाता है तो आपको उस बिंदु को ध्यान में रखना होगा वैन डर वाल इंटरैक्शन छोटी दूरी के लिए होते हैं वे लंबी दूरी के लिए नहीं होते हैं तो आपको उस बिंदु को भी अपने दिमाग में रखना होगा अट्रैक्टिव वैन डेर वाल्स इंटरैक्शन बनते है जैसे जैसे प्रोटीन बाइंडिंग साइट के आकार और लिगैंड के आकार अच्छी तरह मेल खाते हैं तो इसका मतलब है कि आकार तस्वीर में आता है बाइंडिंग साइट का आकार और लिगैंड का आकार अच्छी तरह से मेल खाना चाहिए इन्हींबीटर या अवरोधक को प्रोटीन में कसकर बंधे हुए पानी के मॉलिक्यूल के विस्थापन को लक्ष्य करना चाहिए इसलिए इन्हींबीटर के भीतर पानी के मॉलिक्यूल के अणुतत्वों को शामिल करना अच्छा रहेगा तो इसका मतलब है कि इन्हींबीटर में कसकर बंधे हुए पानी के अणुओं को विस्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए तो आदर्श रूप से आपके पास कुछ ऐसे समूह होने चाहिए जो उस पानी को विस्थापित कर सकें जब पोलर आवेशित समूहों को लिगैंड के डिज़ाइन में शामिल कर रहे हैं तो अन्य पानी के अणुओं के लिए कुछ जगह छोड़नी चाहिए चार्ज को सॉल्वेट करने के लिए सिवाय संभवत जब एक साल्ट ब्रिज बन रहा है तब एक फ्लैक्सिबल या लचीले अणु के पास रिसेप्टर में सबसे अच्छा फिट बैठने का बेहतर मौका होता है लेकिन फिर अगर यह बहुत अधिक लचीला है तो यह बड़े कंफर्मेशनल एंट्रॉपी की कीमत पर होने वाला है इसलिए पर्याप्त कंफर्मेशनल कठोरता या रिजिडिटई होना आवश्यक है तो आपको इसे संतुलित करना होगा हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि लिगैंड बाइंडिंग से एन्ट्रापी में नुकसान स्वीकार्य है एक रिजिड मॉलिक्यूल में कन्फॉर्मेशनल एंट्रॉपी कम होती है तो लेकिन इस की रिसेप्टर में बेहतर रूप से फिट होने की संभावना नहीं है तो आप देखें कि यदि यह बहुत रिजिड है तो यह बेहतर रूप से फिट नहीं हो सकता है लेकिन यदि यह बहुत अधिक लचीला है तो हाँ यह अलग अलग कन्फॉर्मेशन ले सकता है लेकिन इसमें बहुत अधिक कन्फॉर्मेशनल एंट्रॉपी होगी प्रोटीन लिगैंड बाइंडिंग के लिए विभिन्न क्रियाशील समूहों के योगदान का विश्लेषण दर्शाता है की लिगैंड में प्रत्येक स्वतंत्र रूप से घूमने वाला बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी को 29 किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से घटाता है तो एक लचीले मॉलिक्यूल को अधिक रिजिड बनाने से यह ज्यादा एक्टिविटी की तरफ जाएगा अगर सही कन्फॉर्मेशन बनी हुई है तो तो जैसे मैंने कहा कि इसे रिजिड बनाना अच्छा है क्योंकि आप कन्फॉर्मेशनल एंट्रॉपी कम कर सकते हैं जिससे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है लेकिन फिर इसकी यह कन्फॉर्मेशन बायोलॉजिकल एक्टिव कंफर्मेशन के साथ मिलनी चाहिए साथ ही साथ प्रोटीन के एक्टिव साइट पर अनुकूल तरीके से जुड़नी चाहिए इसलिए आपको इन सभी को संतुलित करने की आवश्यकता है यदि आप एक अच्छा लिगैंड संरचना और आकार प्राप्त करना चाहते हैं तो टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन में 4 मूल तरीके हैं एनालॉग डिजाइन डेटाबेस सर्चिंग कंप्यूटरीकृत डे नोवो डिजाइन मैनुअल डिजाइन तो यह 4 अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं हम उनमें से प्रत्येक को थोड़ा और अधिक विस्तार से देखेंगे तो यह एनालॉग डिजाइन क्या है रासायनिक रूप से संबंधित मॉलिक्यूल को संश्लेषित करते हैं और परीक्षण करके 3 डी संरचना एक्टिविटी संबंध को देखते हैं यह है जिसे एनालॉग कहा जाता है तो आप मूल संरचना का एनालॉग बनाते हैं और फिर हम एक संरचना विकसित करते हैं एक 3D संरचना एक्टिविटी संबंध जो उनकी संरचनात्मक विशेषताओं और एक्टिविटी पर आधारित होता है जैसा हमने कहा इसलिए पोटेंसी में नुकसान को लिगैंड और रिसेप्टर के बीच अच्छी संपूरकता के नुकसान के रूप में समझा जाता है इसलिए अगर पोटेंसी कम हो रही है क्योंकि आपने हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर को हटा दिया है तो आप जानते हैं कि वह कंपलीमेंटिंग विशेषता जो एक्टिव साइट में मौजूद है का उपयोग नहीं हो रहा है डेटाबेस खोज तो विभिन्न डेटाबेस में संश्लेषित या स्वाभाविक रूप से मिलने वाले कंपाउंड की डॉकिंग और फिर उनके डॉकिंग स्कोर को रैंक करना तो इसका ही हम आम तौर पर अनुसरण करते हैं तो हम बड़ी संख्या में अणुओं का चयन कर सकते हैं लिपिंस्की के नियम या अन्य नियमों के आधार पर करते हैं और फिर उनको डॉक करना शुरू करते हैं और फिर उन्हें डॉकिंग स्कोर के आधार पर रैंक करते हैं तो इसमें किसी भी संश्लेषण की आवश्यकता नहीं है जैसा पिछले एनालॉग डिजाइन के में था डेटाबेस के विषय वस्तु पर अत्यधिक निर्भरता तो आपको ध्यान रखना होगा अगर मैं किसी एक डेटाबेस का चयन करता हूं तो शायद उसे अणुओं का केवल एक सेट मौजूद हो इसलिए आप अणुओं के अन्य सेट को छोड़ सकते हैं अणुओं की रचनात्मक जटिलता के कारण केवल कुछ ही कौनफॉर्मेशन वास्तव में डाटाबैंक में संग्रहीत हैं यह भी महत्वपूर्ण है अतः एक अणु कई कौनफॉर्मेशन ले सकता है लेकिन शायद केवल कुछ ही कौनफॉर्मेशन संग्रहीत हों तो केवल वही कौनफॉर्मेशन एक्टिव साइट के साथ डॉक होंगे तो आप एक ही अणु के कुछ अन्य कौनफॉर्मेशन को छोड़ भी सकते हैं हजारों केमिकल पूर्तिकर्ता है जिन्होंने 3 मिलियन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिए हैं तो वे एक बहुत बड़ी विविधता प्रदान करते हैं और जिनको खरीदा और जल्दी ही परखा जा सकता है तो अनुसरण करने के लिए डेटाबेस खोज करना एक अच्छा विचार है हम उन्हें खरीद सकते हैं या बल्कि आप उन्हें बाद में संश्लेषित कर सकते हैं अगर वे हमारे इन सिलिको में उपयुक्त पाए जाते हैं और फिर हम इनका तेजी से परीक्षण कर सकते हैं लक्ष्य अल्ट्रा शक्तिशाली एक्टिविटी वाले कंपाउंड को खोजना नहीं है बल्कि अंततः उनको खोजना है क्योंकि वे आगे कृत्रिम संशोधनों के लिए शुरुआती बिंदु हो सकते हैं यह एक तरह का नमूना होगा और फिर हम संरचना को संशोधित कर सकते हैं ताकि हम उसकी एक्टिविटी में सुधार कर सकें तीसरे तरीके को डे नोवो डिजाइन कहते हैं इसमें एक नए रासायनिक ढांचे को खोजते हैं जो लक्षित रिसेप्टर या एंजाइम की एक्टिव साइट पर फिट बैठ जाए फिर असल में आप मौजूदा मॉइटि पर शुरू करते हैं और हम उसमें एक एक करके टुकड़े जोड़ते जाते हैं ताकि हो सकता है कि जब आप किसी विशेष समूह को जोड़ें तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन को बढ़ा दे या जब आप किसी अन्य विशेष समूह को जोड़ें तो शायद यह हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन में सुधार कर दे या यह एक अच्छा हाइड्रोजन बांड डोनर बना दे तो इसे डे नोवो डिज़ाइन कहा जाता है तो आप मौजूदा मॉइटि के साथ शुरू करते हैं और उसमें सुधार करते जाते हैं ताकि आपको लिगैंड नए डिज़ाइन किए गए लिगैंड और एक्टिव साइट के बीच बेहतर इंटरैक्शन मिल सके अन्य तरीकों में उन टुकड़ों के वे नवीन मॉलिक्यूल जो एक्टिव साइट के अनुकूल क्षेत्रों में बेहतर रूप से जुड़े हैं इकट्ठा करना शामिल है तो आप 3 4 टुकड़े लेते हैं और उन्हें अलग अलग स्थानों पर एक्टिव साइट के अंदर रख देते हैं ताकि वे एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन बनाएं और फिर आप उन टुकड़ों को एक साथ जोड़कर बनाते हैं यह डे नोवो डिज़ाइन कहलाता है तो आप नई संरचनाओं को खोज सकते हैं और निश्चित रूप से उन संरचनाओं को भले ही मैं संश्लेषित कर सकूँ या नहीं यह एक अलग कहानी है जिसे हमें बाद में देखना होगा मेडिसिनल केमिस्ट या ऑर्गेनिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट की मदद से मैनुअल डिज़ाइन तो एक मौजूदा समाधान से शुरू करते हैं यह एक कॉन्प्लेक्स तो देखने पर आधारित है तो आप मौजूदा समाधान को देखते हैं और फिर मैं उसे संशोधित करता जाता हूं यह प्रक्रिया वर्तमान में या तो मेडिसिनल केमिस्ट या मॉलिक्यूलर मॉडलर द्वारा की जाती है तो हमारे पास निश्चित रूप से अलग अलग तरीके हैं आप उनमें से कुछ को एक साथ जोड़ सकते हैं ताकि अंततः आप ऐसे सबसे अनुकूल लिगैंड को पा सके जिसके पास एक सबसे अच्छा बायोएक्टिव कंफर्मेशन है जो लक्ष्य की एक्टिव साइट पर बहुत बेहतर तरीके से जुड़ रहा है तो लक्ष्य पर आधारित तरीके से बनाई गई कई ड्रग्स हैं तो कैप्टोप्रिल यह एक ACE एंजियोटेंसिन को परिवर्तित करने वाला एंजाइम है और यह उच्च रक्तचाप में शामिल है ब्रिस्टल मेयर स्क्विब द्वारा बनाया गया डोरज़ोलैमाइड यह एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ है ग्लूकोमा मर्क एचआईवी प्रोटीएज़ नलिफिनावीर फाइज़र और लिली है ओसेल्टामिविर इन्फ्लुएंजा इमैटिनिब क्रोनिक मायलोजेनस ल्यूकेमिया नोवार्टिस तो ये कुछ उदाहरण हैं और भी कई हो सकते हैं लेकिन मैं कह रहा हूं कि लक्ष्य पर आधारित तरीकों को देखना संभव है तो जब एक लिगैंड प्रोटीन के एक्टिव साइट से जुड़ता है तो आपको बाइंडिंग एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी और नॉनबोंडेड इंटरेक्शन मिलते हैं तो सॉफ्टवेयर एक स्कोरिंग फ़ंक्शन नामक चीज़ का उपयोग करता है वे हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैन डेर वाल्स हाइड्रोफोबिक पाई पाई इंटरैक्शन और इसी प्रकार पर आधारित स्कोरिंग फ़ंक्शन नामक चीज़ की गणना करते हैं और फिर वे स्कोरिंग फ़ंक्शन को बताते हैं तो जितना अधिक स्कोरिंग फ़ंक्शन होता है उतना ही अधिक बाइंडिंग का इंटरैक्शन होगा तो वास्तव में इस ये कहा जाता है तो इस प्रकार यह वास्तव में किया जाता है फोर्स फील्ड या बल क्षेत्र पर आधारित तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बल क्षेत्र CHARMM AMBER विभिन्न MMFF और उन सभी के बारे में काफी चर्चा की है तो हम इन बल क्षेत्र के आधार पर और परिणामों के आधार पर हम एक स्कोरिंग फ़ंक्शन की गणना कर सकते हैं इंपेरिकल स्कोरिंग फ़ंक्शन इंटरेक्शन की संख्या की गणना करता है और घटित होने वाली संख्या के आधार पर एक स्कोर प्रदान करता है उदाहरण के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या आयनिक इंटरैक्शन की संख्या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की संख्या की संख्या रोटेट होने योग्य बॉन्ड जो बाइंडिंग के कारण फिक्स हो गए हैं तो फिर आप एक स्कोरिंग फ़ंक्शन की गणना करते हैं ज्ञान आधारित ज्ञात प्रोटीन लिगैंड संरचनाएं और अनुकूल इंटरेक्शन और ज्योमेट्री को अक्सर देखा जाता है और फिर यदि आप देखते हैं कि आपका लिगैंड भी उस रूप में जुड़कर एक स्कोर दे रहा है जो कि सीधे मुक्त ऊर्जा से जुड़ा हुआ है क्योंकि रियल लाइफ वितरण लेकिन कम संख्या में प्रविष्टियों के आधार पर तो अलग अलग स्कोरिंग फंक्शन बाजार में उपलब्ध हैं प्रत्येक सॉफ्टवेयर का अपना स्कोरिंग फंक्शन है तो हो सकता है एक स्कोरिंग फ़ंक्शन और दूसरे स्कोरिंग फ़ंक्शन के परिणाम बिल्कुल मेल ना खाते हो तो अगली कक्षा में भी हम इस लक्ष्य पर आधारित ड्रग डिजाइन के विषय को जारी रखेंगे आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद